मॉड्यूल 1 यूनिट 3 में आपका स्वागत है जो लर्निंग असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन जैसे तीन परिचित शब्दों से संबंधित है ये वही हैं जो हम पिछली यूनिट में कर रहे थे हमने शिक्षा और शिक्षण शब्द पर ध्यान दिया जैसा कि हमने देखा कि शिक्षा जानबूझकर सीखना है आम तौर पर यह समाज की किसी एजेंसी द्वारा तय किया जाता है जहा शिक्षा वास्तव में संचित ज्ञान मूल्यों और कौशल के हस्तांतरण को आवश्यक मानती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पेशे के लिए वांछनीय को संदर्भित करता है एक पेशे से दूसरी पीढ़ी के लिए आवश्यक और वांछनीय माना जाता और यह आमतौर पर कुछ नामित संस्थानों के माध्यम से किया जाता है यह एक स्कूल या एक कॉलेज या एक विश्वविद्यालय हो सकता है जबकि शिक्षण शिक्षक द्वारा कुछ इंटरवेंशन के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करता है ये इंटरवेंशन कई हो सकते हैं लेकिन इस इंटरवेंशन का विकल्प शिक्षक की प्राथमिकताओं या विषय की प्रकृति और संदर्भ पर आधारित है इसलिए शिक्षकों द्वारा कई तरह के इंटरवेंशन किए जा सकते हैं अब हमारी वर्तमान यूनिट में आने के दो परिणाम हैं एक बार फिर हम परिचित शब्दों लर्निंग मूल्यांकन और निर्देश से परिचित होने का प्रयास करते हैं और अच्छी शिक्षा की सुविधा में मूल्यांकन की केंद्रीयता को समझने का भी प्रयास करते हैं ये दो प्रमुख परिणाम हैं जिन्हें हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं अब लर्निंग की बात करते हैं सीखने को कई दृष्टिकोणों से परिभाषित किया जा सकता है लर्निंग में पहली बात कुछ नए ज्ञान कौशल और मूल्यों को प्राप्त करना है जो हमारे पास लर्निंग से पहले नहीं थे यदि लर्निंग से इन क्षेत्रों में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका अर्थ है कि लर्निंग ही नहीं है इसलिए लर्निंग नए ज्ञान कौशल और मूल्यों को प्राप्त करना है जो हमारे पास लर्निंग से पहले नहीं थे फिर लर्निंग को देखने का एक और तरीका है लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिवर्तन की ओर ले जाती है जो अनुभव के परिणामस्वरूप होती है और बेहतर प्रदर्शन और भविष्य में लर्निंग की क्षमता को बढ़ाती है इसलिए हम कह रहे हैं लर्निंग एक प्रक्रिया है जो कुछ परिवर्तन की ओर ले जाती है और इसे परिभाषित करने का एक और तरीका है लर्निंग जीन न्यूरोफिज़ियोलॉजी शारीरिक स्थिति सामाजिक अनुभव और मनोवैज्ञानिक कारकों सहित असंख्य प्रभावों की जटिल बातचीत है जैसा की ये कारक अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं इसलिए जो कुछ भी हो सकता है वह यह है कि एक लर्निंग के अनुभव के दौरान सभी शिक्षार्थियों के लिए बिल्कुल समान नहीं है और क्या होता है जैसा कि हम सीखते रहते हैं कि दुनिया के बारे में हमारा नजरिया बदलता रहता है क्योंकि कुछ भी नया जिसे हम हासिल करते हैं वह उस चीज के ऊपर बनाया जाता है जिसे हम पहले से जानते हैं और कभी कभी हमने जो कुछ भी सीखा उससे हमें फर्क पड़ सकता है कभी कभी नहीं पड़ सकता हैं इसलिए लेकिन फिर भी कुल मिलाकर दुनिया के बारे में हमारा नजरिया बदलता रहता है अब सूचना का अधिकार लर्निंग का पर्याय नहीं है इसका मतलब यह है कि आप ऐसी जानकारी जमा करते हैं जो लर्निंग का पर्याय नहीं है जानकारी का अधिकार आप इसे पुन पेश कर सकते हैं लेकिन यह नए ज्ञान के अधिग्रहण में परिवर्तित नहीं हो सकता है अतः मात्र सूचनाओं पर अधिकार लर्निंग का पर्याय नहीं है थोड़ा सा न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण में लर्निंग मस्तिष्क में कुछ उपयुक्त और वांछनीय स्य्नाप्सेस के बार बार उपयोग के माध्यम से लर्निंग स्थिर होना है तो आखिरकार लर्निंग का काम मस्तिष्क में होता है तो शारीरिक रूप से क्या होता है कि कुछ स्य्नाप्सेस बार बार इस्तेमाल करने से स्थिर हो जाते है वे कुछ हद तक अर्ध स्थायी हो जाते हैं अतः लर्निंग को वांछनीय स्य्नाप्सेस को स्थिर करने के संदर्भ में व्याख्यायित किया जा सकता है आप कुछ अवांछनीय स्य्नाप्सेस को भी स्थिर कर सकते हैं जो कुछ बुरी आदतों को प्राप्त करने की ओर ले जाता है अब न्यूरोसाइंस से फिर से देखने का एक और तरीका लर्निंग मस्तिष्क में नए नमूनों या संगठन को स्थापित करता है और इस घटना की पुष्टि नर्व कोशिकाओं की गतिविधि के इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग द्वारा की गई है इसलिए जैसा कि देखा गया था जैसा कि आप सीखते रहते हैं मस्तिष्क में संगठन के नए नमूने उपलब्ध प्रयोगात्मक विधियों के माध्यम से देखे जाते हैं अब सीखने के सिद्धांतों का एक पूरा समूह है और अभी भी नए सिद्धांत प्रचलन में आ रहे हैं सबसे पुराना जिसे हम जानते हैं वह बेहविओरिसम है यह कहने पर आधारित है कि हम नहीं जानते कि मस्तिष्क के अंदर वास्तव में क्या हो रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि यह विशेष दृष्टिकोण 20 वीं शताब्दी के शुरुआती भाग के दौरान अस्तित्व में आया था और यहां बेहविओरिसम के स्कूल में सीखने को कंडीशनिंग के माध्यम से नए व्यवहार का अर्जन है इसका मतलब है कि लोगों को कुछ उत्तेजना दी जाती है और वे किसी तरह से जवाब देते हैं कंडीशनिंग द्वारा हम लोगों को एक वांछनीय तरीके से जवाब देने के लिए बना सकते हैं तो यही बेहविओरिसम है दशकों से इस पर आलोचना की भारी मात्रा है लेकिन अभी भी कई प्रथाएं हैं जो बेहविओरिसम से आई हैं जो अभी भी प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय प्रकार दोनों के दौरान उपयोग में हैं फिर एक और सिद्धांत कॉग्निटिविज़्म है जहां 1940 के आसपास मस्तिष्क में क्या हो रहा है यह समझने की कुछ मात्रा है इसके आधार पर यह महसूस किया गया था कि मनुष्य अपनी संज्ञानात्मक क्षमताओं के अनुक्रमिक विकास के माध्यम से ज्ञान और अर्थ उत्पन्न करके सीखते हैं हम इस कॉग्निटिव क्षमताओं पर अधिक समय बिताएंगे और इनमें मान्यता स्मरण समझ अनुप्रयोग प्रतिबिंब विश्लेषण मूल्यांकन और निर्माण शामिल हैं ये सभी कॉग्निटिव गतिविधियाँ हैं जिन्हें एक मानव कर सकता है तो इस हद तक हमारे ज्ञान को इस कॉग्निटिव गतिविधियों के माध्यम से देखा जा सकता है फिर आया जिसे हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म कहते हैं पहला कंस्ट्रक्टिविज़्म वह है जो इसे मानता है क्योंकि हम सीखते रहते हैं कि दुनिया के बारे में हमारा नजरिया बदलता रहता है इसलिए हम दुनिया के बारे में अपने दृष्टिकोण को लगातार बना रहे हैं और फिर सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म कहता है कि हम सामाजिक संपर्क के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं और इसमें भारी मात्रा में अनुसंधान किया गया है और कुछ स्कूल सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म के माध्यम से अपने पूरे स्कूली शिक्षा का सख्ती से पालन करते हैं डिस्कवरी लर्निंग हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपेरिएण्टियल सहयोगात्मक परियोजना आधारित कार्य आधारित शिक्षण जैसी कंस्ट्रक्टिविज़्म के इस सिद्धांत पर आधारित हैं अब अपेक्षाकृत हाल ही में इसे ह्युटागोगी कहा जाता है यह स्व निर्धारित सीखने का अध्ययन है इसका क्या अर्थ है यह स्व निर्धारित शिक्षा का एक रूप है जो औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में सीखने और सिखाने के लिए समग्र शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण है अब इसे तकनीकी रूप से सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म के तहत अवशोषित किया जा सकता है लेकिन यहां यह इस पर प्रकाश डालता है इसका मतलब है कि ज्ञान प्राप्त करना सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण कौशल है और यह वह जगह है जहां आप इसे कहते हैं यह उस कार्यक्रम के परिणामों में से एक में प्रतिबिंबित होता है जिसे हम देखने वाले हैं जिसे आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम कहते हैं यह जानना चाहिए कि स्वयं ही कैसे सीखना है हमारे समुदायों कार्य स्थानों टेक्नोलॉजीज की निरंतर परिवर्तन के कारण आप स्थिर नहीं रह सकते हैं और आपको लगातार समय पर सीखना होगा और यह है कि वर्तमान युग में ह्युटागोगी कैसे एक प्रमुख सिद्धांत माना जाता है इसी तरह पैरागोगी को भी सोशल कंस्ट्रक्टिविज़्म का एक हिस्सा माना जा सकता है लेकिन फिर से यह प्रकाश डाला गया है क्योंकि यह पैरागोगी समग्र रूप से शिक्षाविदों ने शैक्षिक वातावरण का विश्लेषण और सह निर्माण करता है जो अपने सीखने की स्थितियों और सूचना टेक्नोलॉजी से लाभान्वित होने वाले अनुभवों को साझा करते हैं यही है कि आप सामाजिक बातचीत के माध्यम से बेहतर सीखते हैं और वास्तव में सीखने की स्थितियों की योजना बनाना चाहिए और सूचना टेक्नोलॉजी की भूमिका यह होनी चाहिए कि साथियों को हमेशा आमने सामने रहने की जरूरत नहीं है वे इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं फिर एक और सीखने का सिद्धांत कनेक्टिविज़्म है यह अभी भी सूचना टेक्नोलॉजी में आज की वृद्धि का परिणाम है कनेक्टिविज़्म अराजकता नेटवर्क और जटिलता और स्व संगठन सिद्धांतों द्वारा खोजे गए सिद्धांतों का एकीकरण है हम मानते हैं कि ज्ञान एक अस्पष्ट वातावरण में विसरित तरीके से मौजूद है तो क्या होता है जैसे आप खोजते रहते हैं एक शिक्षार्थी के रूप में उदाहरण के लिए आप स्वयं यह पता लगा सकते हैं कि कनेक्टिविज़्म की यह अवधारणा क्या है और यह आपके विषय के संबंध में आपके लिए कैसे उपयोगी है जब आप पता लगाते हैं तो ज्ञान की एक जबरदस्त मात्रा होती है जो विभिन्न टिप्पणियो में उपलब्ध होती है जिसका अर्थ है विभिन्न वेबसाइटस जो आपके पास होंगी इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से गुजरते हैं आपका सीखना अलग होगा तो इस हद तक आपका कनेक्टिविज़्म एक ऐसा साधन या सीखने का साधन है जिस पर आप नॉन लीनियर विचार कर सकते हैं और यह पहले से तय नहीं किया जा सकता है कि यह उसी तरह है जैसे आपको दी गई पाठ्यपुस्तक को पढ़ना है तो ये कुछ सीखने के सिद्धांत हैं हो सकता है कोई व्यक्ति कुछ और सूची दे सकता है लेकिन ये वर्तमान में मुख्य शिक्षण सिद्धांत हैं अब शैक्षिक मनोवैज्ञानिक सीखने की प्रक्रिया के सिद्धांतों को प्राप्त करते हैं और सीखने के कुछ सिद्धांत कुछ उदाहरण कंटिगुइटी हैं इस प्रकार दो विषय एक दूसरे से संबंधित हैं तो एक विषय अगले के लिए आवश्यक बन जाता है जो समझने के लिए एक काफी सरल बात है और एक और रेपेटिशन है जैसा कि हम दोहराव के माध्यम से जानते हैं कि हम बेहतर समझ सकते हैं या सीख सकते हैं वह कुछ समस्याओं का अभ्यास कर रहा है जिन्हें आप दोहराते रहते हैं बार बार आप कुछ पढ़ते हैं और इसी तरह रिएंफोर्रसमेंट एक अवधारणा की आपकी समझ को बड़ी संख्या में उदाहरणों द्वारा प्रबलित किया जा सकता है आपको उससे संबंधित होने में सक्षम होना चाहिए और इसी तरह अगर आप सोसिओ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ़ को देखते हैं इसका मतलब है कि सीखना उस संदर्भ पर निर्भर करता है जिसमें आप सीख रहे हैं ठीक है यह वह जगह है जहां बातचीत के अर्थ स्थित अनुभूति गतिविधि सिद्धांत आदि जैसे मुद्दे प्रासंगिक होने लगते हैं हम इन चीजों का पता लगाने के लिए नहीं जा रहे हैं लेकिन हमें यह महसूस करना होगा कि सीखने के कई सिद्धांत हैं जो वर्षों से पहचाने जाते हैं अब दूसरे विषय असेसमेंट पर आते हैं असेसमेंट क्या है असेसमेंट प्रदर्शन का एक उपाय है उदाहरण के लिए मुझे कैसे पता चलेगा कि एक शिक्षार्थी ने कुछ सीखा है तो सीखने के परिणामस्वरूप उसे प्रदर्शन करना होगा यह प्रदर्शन किसी समस्या को हल करने या प्रस्तुति देने या प्रयोगशाला में एक प्रयोग करने जैसा हो सकता है यह हो सकता है कई ऐसी गतिविधियाँ हैं जिनका उपयोग यह मापने के लिए किया जा सकता है कि विद्यार्थी ने किस हद तक सीखा है और क्या होता है जब एक बार कोई कुछ प्रदर्शन करता है जैसे कोई प्रयोगात्मक प्रदर्शन फिर मूल्यांकन मूल्यांकन की व्याख्या है इसका मतलब यह है कि एक बार प्रशिक्षक ने देखा कि किस तरह से विद्यार्थी ने प्रयोग किया है और उसे जो परिणाम मिले हैं वह उसे एक अंक या ग्रेड देगा कि अंक या एक ग्रेड देने को मूल्यांकन माना जाता है दुर्भाग्य से शिक्षण समुदाय में भी कई बार शब्द असेसमेंट और मूल्यांकन ये शब्द परस्पर जुड़े होते हैं इसलिए असेसमेंट और मूल्यांकन के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए अब विद्यार्थी के साथ क्या होता है वे कैसे तैयारी करते हैं वे अपनी सीखने की योजना कैसे बनाते हैं क्योंकि किसी भी सेमेस्टर की शुरुआत में एक विद्यार्थी वास्तव में परीक्षा में अच्छा करना चाहता है वह एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करना चाहता है और उसे अच्छी ग्रेड कैसे मिलती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि डिजाइन किए गए विभिन्न परीक्षणों में उसने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है यह कक्षा परीक्षण हो सकता है यह असाइनमेंट हो सकता है यह प्रयोगशाला हो सकता है या यह अंतिम सेमेस्टर परीक्षा हो सकता है तो क्या होता है उसे पता लगाना होगा या शिक्षक को यह बताना होगा कि किस तरह के असेसमेंट उपकरण हैं जिनके लिए उन्हें खुद को तैयार करना है तो अनिवार्य रूप से आप अपने आकलन के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आखिरकार विद्यार्थी उस समय पर समय बिताएगा जो महत्वपूर्ण माना जाता है इसलिए इसे दूसरे तरीके से लगाते हुए शिक्षक कक्षा में एक समस्या को हल करके या कक्षा में एक समस्या का समाधान करके या अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं में आपको सही तरह के प्रश्न देने में सक्षम बनाकर विद्यार्थी को अपने मूल्यांकन के माध्यम से सीखने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं इसलिए यदि आप आपका असेसमेंट खराब है तो स्वचालित रूप से विद्यार्थी करेंगे विद्यार्थी द्वारा सीखना भी खराब होगा तो एक तरह से असेसमेंट एक गोंद है जो एक पाठ्यक्रम के घटकों को जोड़ता है जो इसकी सामग्री निर्देशात्मक तरीके और कौशल और विकास है ठीक है तो सारांश में आप कह सकते हैं कि असेसमेंट वास्तव में विद्यार्थी सीखने को प्रेरित करता है तो उस हद तक असेसमेंट वास्तव में सीखने के लिए केंद्रीय है अब आपके पास असेसमेंट के प्रकार क्या हैं एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब है कि आप मूल्यांकन को सुविधाजनक लर्निंग बनाने के साधन के रूप में उपयोग कर रहे हैं जैसे कि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछ रहे हैं या आप एक क्विज आयोजित करते हैं जिसके लिए आप कोई अंक नहीं दे रहे हैं लेकिन यह अनिवार्य रूप से शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी दोनों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है और जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं या इसे कोई अंक नहीं दिया जाता है इसलिए लर्निंग असेसमेंट या शिक्षाप्रद असेसमेंट भी माना जाता है जबकि समेटिव असेसमेंट में आप यह निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं कि यह क्या है कि विद्यार्थी ने एक बिंदु पर या एक कोर्स के अंत में सीखा है तो यह वह जगह है जहां आप वास्तव में विद्यार्थी के परफॉरमेंस को ग्रेड या मार्किंग कर रहे हैं कुछ शुद्धतावादियों का मानना है कि कभी भी समेटिव असेसमेंट नहीं होना चाहिए केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए यह सीखने का सबसे अच्छा तरीका है लेकिन दुर्भाग्य से फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्या होता है कि एक बार जब विद्यार्थी जानता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि वह परफॉरमेंस करता है या नहीं तो वह परफॉरमेंस करने के लिए आवश्यक प्रयास कर भी सकता है या नहीं वह सक्षम हो सकता है लेकिन वह प्रयास नहीं करेगा और यह भी सार्वभौमिक रूप से देखा गया है इसलिए उस हद तक फॉर्मेटिव असेसमेंट निश्चित रूप से वांछनीय है पर हम उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते अब मूल्यांकन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता एलाइनमेंट है असेसमेंट शिक्षा के घोषित परिणामों के साथ संरेखण में होना चाहिए आपके द्वारा बताए गए परिणाम जिन्हें हम बाद की यूनिट में बहुत विस्तार से देखेंगे यदि उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में परिणाम ये मानते है कि विद्यार्थी को कुछ समस्याओं को हल करने में सक्षम होना चाहिए इसका मतलब है कि वह एक निश्चित कार्य करने के लिए एक सर्किट डिजाइन करने में सक्षम होना चाहिए यही लक्ष्य है लेकिन वास्तविक असेसमेंट में आप केवल एक उपकरण का सिद्धांत पूछते हैं या एक सर्किट का वर्णन करते हैं या पता लगाते हैं कि सर्किट का कार्य क्या है यदि आपका असेसमेंट केवल उसी तक सीमित है तो इसका मतलब है कि आपका असेसमेंट बताए गए परिणाम के साथ संरेखण में नहीं है यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुणों में से एक है और दुर्भाग्यवश आज यदि आप परीक्षण के अधिकांश पेपर या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को देखते हैं तो असेसमेंट और कोर्स के कम से कम कथित परिणामों के बीच संरेखण की कमी है अतः यह सुनिश्चित करने के लिए आपके परीक्षण पत्रों को डिजाइन करने में एक व्यवस्थित प्रयास किया जाना चाहिए कि असेसमेंट और उल्लिखित परिणामों के बीच पर्याप्त संरेखण हो हम इसे बाद की यूनिट्स में अधिक देख रहे हैं अब तीसरे विषय पर आते हैं जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य लोगों को सीखने और विकसित करने में मदद करना है और सीखने और विकास 4 स्तरों पर देखा जा सकता है जैसा कि हम बाद की यूनिट्स में देखेंगे यह एक कॉग्निटिव स्तर है अफ्फेक्टिव नहीं है सीखने के डोमेन को आप कॉग्निटिव डोमेन अफ्फेक्टिव डोमेन साइकोमोटर डोमेन और स्पिरिचुअल डोमेन कह सकते हैं जबकि ये सभी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग डिग्री के लिए महत्वपूर्ण हैं विशेष रूप से जबकि अफ्फेक्टिव डोमेन बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अब तक हम वास्तव में नहीं जानते कि कॉग्निटिव डोमेन के साथ अफ्फेक्टिव डोमेन में सीखने को कैसे एकीकृत किया जाए इसलिए वर्तमान में लर्निंग को प्रमुख रूप से कॉग्निटिव डोमेन और कुछ कोर्स में रखा जाता है कुछ प्रकार के विषय साइकोमोटर डोमेन भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं जैसे थिएटर नाटक या पेंटिंग संगीत खेल आदि पर कोर्स साइकोमोटर डोमेन महत्वपूर्ण हो जाता है और जो महसूस किया जाना चाहिए वह यह है कि शिक्षा बिना किसी इंस्ट्रक्शन के निश्चित रूप से हो सकती है किसी को भी हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है बस अगर आप अपना जीवन जीते हैं तो संभवतः आप बाहरी दुनिया के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और आप सिख रहे हैं लेकिन अगर आप कुछ परिणामों को प्राप्त करने के लिए एक छात्र या शिक्षार्थी चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शन महत्वपूर्ण हो जाता है अब अनुदेशात्मक डिजाइनर बाहरी घटनाओं के डिजाइन को सीखने के सिद्धांतों को लागू करते हैं जिन्हें हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं इसलिए इसे घटित होने का मौका देने के बजाय एक शिक्षाप्रद डिज़ाइनर जो एक शिक्षक होता है जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान भी होता है एक अनुदेशक डिज़ाइनर बन सकता है वह बाहरी घटनाओं की योजना बनाता है हम किस प्रकार की घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं यह कार्यक्रम कुछ नए ज्ञान को प्रदर्शित करने या एक क्विज आयोजित करने या विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ चर्चा करने के लिए कहने जैसा हो सकता है या व्यक्तिगत विद्यार्थी से कक्षा में किसी समस्या को हल करने के लिए कहें ये सभी शिक्षाप्रद घटनाएँ हैं और एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर या शिक्षक इन घटनाओं को एक उचित क्रम में आयोजित करेंगे यह इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है और हमें इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के कुछ सिद्धांतों की आवश्यकता है वे क्या करते है यदि आप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के सिद्धांतों को समझते हैं तो वे प्रशिक्षक को यह तय करने में मदद करेंगे कि अभ्यास और प्रतिक्रिया सबसे प्रभावी होगी इसका मतलब है कि कक्षा में बातचीत के किस बिंदु पर या अन्यथा आपको विद्यार्थी को कुछ अभ्यास करने के लिए बनाना है और आप प्रतिक्रिया कब लेते हैं आपको सबसे प्रभावी होने के लिए सही प्रकार के आंदोलन को चुनना होगा और जब आप वास्तव में विद्यार्थियों को समूहों में काम करना चाहते हैं कुछ अभ्यास समूहों में सबसे अच्छे किए जाते हैं कुछ समूह गतिविधि के लिए उपयुक्त नहीं हैं इसलिए एक प्रशिक्षक को यह तय करना होगा कि वास्तव में विद्यार्थियों को समूहों में रखना कब फायदेमंद है उदाहरण के लिए हम फिर से उच्च स्तरीय शिक्षण कौशल को हल करने में समस्या का विस्तार करेंगे आप विभिन्न चरणों के माध्यम से विद्यार्थी को कैसे लेते हैं ताकि वह उच्च क्रम सीखने के कौशल को प्राप्त करने जा रहा है और पूर्वापेक्षाएँ क्या हैं और आप उन्हें कैसे अनुक्रमित करते हैं और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के इन सिद्धांतों से इंस्ट्रक्शनल सामग्रियों के उत्पादकों को भी मदद मिलेगी इंस्ट्रक्शनल सामग्री वह है जो एक प्रशिक्षक उपयोग करता है पाठ्यक्रम सामग्री डेवलपर्स वह सामग्री है जो शिक्षार्थियों और वेब आधारित पाठ्यक्रम डिजाइनरों ज्ञान प्रबंधन प्रणाली डिजाइनरों द्वारा उपयोग की जाने वाली है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के ये सिद्धांत उन सभी के लिए फायदेमंद होंगे और इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिद्धांत क्या है यह एक सिद्धांत है जो स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है और लोगों को सीखने और विकसित करने में बेहतर मदद कैसे करता है जैसा कि हम देखते हैं कई डिजाइन सिद्धांत हैं वे स्पष्ट मार्गदर्शन और लोगों को सीखने और विकसित करने में बेहतर मदद कैसे प्रदान करते हैं यह एक डिजाइन उन्मुख सिद्धांत है हम वर्तमान में देखेंगे कि एक डिजाइन उन्मुख सिद्धांत क्या है और ये सिद्धांत निर्देश के तरीकों और उन स्थितियों की भी पहचान करेंगे जिनमें उन तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए सभी प्रकार की इंस्ट्रक्शनल पद्धति का उपयोग सभी स्थितियों में नहीं किया जाना चाहिए तो एक इंस्ट्रक्शनल डिजाइन सिद्धांत भी एक विधि को लागू करने के लिए सही तरह की स्थिति चुनने में आपकी मदद करेगा एक बात याद रखनी चाहिए किसी भी विधि का सुझाव दिया जाना नियतात्मक के बजाय केवल संभाव्य है क्योंकि जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि सिखने में बड़ी संख्या में कारकों का एक कार्य है यह असंभव है और प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे से अलग है एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह दूसरे व्यक्ति के लिए काम नहीं करेगा लेकिन इस हद तक कि आप जो भी तरीके सुझाते हैं हम केवल यह कह सकते हैं कि यदि आप इस इंस्ट्रक्शनल पद्धति का पालन करते हैं तो बेहतर सीखने वाले विद्यार्थी की संभावना बेहतर हो सकती है तो सब कुछ संभाव्य है और डिज़ाइन थेओरीज़ क्या हैं डिज़ाइन थेओरीज़ डिस्क्रिप्टिव थेओरीज़ से अलग हैं अधिकांश अनुसंधान जो हम किसी विशेष अनुशासन में करते हैं वह प्रमुख रूप से डिस्क्रिप्टिव थ्योरी है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी का अर्थ है एक कारण A B को प्रभावित करता है आप परिकल्पना कर सकते हैं और फिर प्रायोगिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से आप A को B की ओर ले जाते हैं या नहीं सिद्ध करते हैं और इस तरह से बहुत सारे अनुसंधान किए जाते हैं जबकि डिजाइन थ्योरी प्रिस्क्रिपटिव प्रकृति की होती है तो क्या होता है प्रिस्क्रिपटिव का मतलब है कि अगर आप इस तरह करते हैं तो आप अपने लक्ष्य तक बेहतर तरीके से पहुंचेंगे इसका मतलब है कि हम एक निर्धारित चीज़ से मतलब रखते हैं तो उस हद तक सभी इंस्ट्रक्शन डिजाइन थ्योरी प्रकृति में डिजाइन थ्योरी हैं और वे विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या तरीकों का उपयोग करने के बारे में चिकित्सकों को प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्रदान करना है लेकिन परिणाम की गारंटी नहीं है तो जब आप एक डिजाइन थ्योरी को अच्छा मानते हैं कि अगर एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत की तुलना में लक्ष्यों की बेहतर उपलब्धि की ओर ले जाता है तो हम मानते हैं कि यह एक बेहतर डिजाइन थ्योरी है तो आपको लगता है कि उपाय प्राथमिकता है इसका मतलब है कि एक विशेष सिद्धांत दूसरे पर पसंद किया जाता है यह डिजाइन थ्योरी की प्रकृति है अब यह डिजाइन थ्योरी का एक उदाहरण है यह क्या कहता है यह बहुत स्पष्ट लग सकता है लेकिन स्पष्ट चरणों में कहा गया है विद्यार्थी को स्पष्ट जानकारी प्रदान की जानी चाहिए यह वर्णन और लक्ष्यों के उदाहरण ज्ञान की आवश्यकता और अपेक्षित प्रदर्शन हैं विचारशील अभ्यास शिक्षार्थियों के लिए सक्रिय रूप से और प्रतिबिंबित रूप से संलग्न होने के अवसर जो कुछ भी सीखना है दुर्भाग्य से हमारी वर्तमान प्रथाओं में हम शिक्षार्थियों को सक्रिय और प्रतिबिंबित रूप से संलग्न होने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं देते हैं हम सूचना प्रसारण या सूचना हस्तांतरण पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और शिक्षार्थी की व्यस्तता को मौके पर छोड़ देते हैं या आप उनसे स्वयं ऐसा करने की अपेक्षा करते हैं यह एक निर्देशित गतिविधि नहीं है और जिस क्षण आप उसे कक्षा में लाएंगे वह उसके लिए काफी समय काफी प्रयास लगने वाला है तो विचारशील अभ्यास कैसे नियमित कक्षा के काम में एकीकृत करना एक बड़ी चुनौती है और फिर तीसरा बिंदु इन्फोर्मटिव फीडबैक है स्पष्ट रूप से अपने परफॉरमेंस के बारे में शिक्षार्थियों को पूरी तरह से परामर्श देना ताकि वे अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकें यानी लगातार फीडबैक देना होगा एक बार फिर यह एक चुनौती है आप प्रत्येक व्यक्ति को अलग से यह फीडबैक नहीं दे सकते इसलिए आपको अधिक से अधिक लोगों को फीडबैक देने के तरीके पर काम करना होगा उदाहरण के लिए ट्यूटोरियल इस प्रक्रिया में मदद करते हैं मजबूत आंतरिक और बाहरी प्रेरणा इसका मतलब है कि ऐसी गतिविधियाँ जो आम तौर पर पुरस्कृत की जाती हैं या तो इसलिए कि वे बहुत ही रोचक और अपने आप में आकर्षक होती हैं या क्योंकि वे अन्य उपलब्धियों में पहुँचाती हैं जो सीखने वाले को चिंतित करती हैं इसका मतलब है की सभी गतिविधियां जो हम योजना बनाते हैं उन्हें किसी भी तरह से सीखने वाले की रुचि होनी चाहिए या तो वह मानता है हाँ यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण है सीखने वाला इस तरह की चीज पर काम करना पसंद करता है या वह सोचता है कि इस समस्या को हल करने या कुछ सीखने से उन चीजों की उपलब्धि होगी जो वह वास्तव में रुचि रखते हैं इसलिए और दोनों के लिए दोनों आंतरिक और बाहरी प्रेरणाओं को विद्यार्थी के लिए व्यवस्थित करना होगा एक तुच्छ बात यह है कि आप उन लोगों को कह सकते हैं जो कक्षा में पहली बार समस्या हल करते हैं हमें यह कहकर पुरस्कृत किया जा सकता है कि आप एक छोटा सा पुरस्कार दें यह स्वयं कभी कभी विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के कुछ और सिद्धांत इसे प्रत्यक्ष दृष्टिकोण चर्चा दृष्टिकोण अनुभवात्मक दृष्टिकोण समस्या आधारित दृष्टिकोण सिमुलेशन दृष्टिकोण कहते हैं ये सभी इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के सिद्धांत हैं उनमें से कुछ हम मॉड्यूल ऑन इंस्ट्रक्शन के दौरान देख रहे होंगे अब इस यूनिट के अंत में आते हुए हमने तीन परिचित शब्दों पर ध्यान दिया है हम इन शब्दों को काफी समय से सीख रहे हैं अर्थात् लर्निंग असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन हमने इन शब्दों को बहुत विशिष्ट अर्थ देने की कोशिश की और अब असाइनमेंट्स में आप एक छोटा सा नोट लिखे जो कौनसे एक सीखने के सिद्धांतों को आप अपने अधिक अनुभवों से संबंधित कर सकते हैं और क्यों अधिकतम 250 शब्द लिख सकते हैं और दूसरा यह है कि हमें इंजीनियरिंग शिक्षा में मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है और कैसे आप किस तरह से असेसमेंट के बारे में चिंतित हैं आप कैसे जा रहे हैं यह कहां जा रहा है यह प्रतिबिंबित करने के लिए क्या करने की योजना बना रहे हैं एक बार फिर अधिकतम 250 शब्द में लिखें आपके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के बारे में अपने दृष्टिकोण के दो उदाहरण दें जो आपके द्वारा पढ़ाए गए या अनुभवी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को बेहतर सीखने के लिए प्रेरित किए गए थे इसलिए अपने स्वयं के कोर्स से दो उदाहरण लें जिन्हें आपने कई बार पढ़ाया है और एक उदाहरण लेने की कोशिश करे जिसका आपने अनुसरण करके सोचा है कि विद्यार्थियों ने बेहतर सीखा है प्रत्येक उदाहरण के लिए अधिकतम 500 शब्द लिखें जो बेहतर शिक्षण के कुछ प्रमाण देते हैं यह केवल आपका दृष्टिकोण नहीं है बल्कि कुछ प्रमाण देने होंगे जिनके आधार पर आप मानते हैं कि विद्यार्थियों ने बेहतर सीखा है अब जब हम अगली यूनिट पर जाते हैं तो हम अब परिणामों की विशेषताओं और परिणाम आधारित शिक्षा को समझने का प्रयास करते हैं जो शिक्षा को विद्यार्थी केंद्रित बनाते हैं जैसा कि हमने पहली यूनिट में सही कहा जो प्रमुख बदलाव हो रहा है वह विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा बना रहा है इसलिए हम अगले दो यूनिट्स के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास करते हैं जो आउटकम बेस्ड एजुकेशन को सही मायने में विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा बनाता है धन्यवाद